तो साइनसॉइड और फ़ेज़र्स पर दूसरे व्याख्यान में आपका स्वागत है तो इस विशेष विषय में जाने से पहले मैं आपको एक अच्छी ऐतिहासिक घटना का उदाहरण देता हूं मूल रूप से यह एक युद्ध से संबंधित है जो 19 वीं शताब्दी के अंत में हुआ था तो यह युद्ध हथियारों के साथ नहीं लड़ा गया था बल्कि यह एक शब्द युद्ध था वे शब्द क्या थे वो शब्द थे AC और DC तो उस समय बहुत बहस चल रही थी जो 1890 के आसपास थी वो यह थी कि DC बेहतर है या AC बेहतर है आखिरकार AC की जीत हुई चूँकि AC अधिक दूरी तक पॉवर स्थानांतरित करने में सक्षम था नुकसान कम थे और उच्च वोल्टेज के लिए उत्पन्न करना आसान था यही कारण है कि आखिरकार लगभग 1895 में लोगों ने AC को एक पसंदीदा वोल्टेज सोर्स के रूप में स्वीकार किया तो अब हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे सर्किट एनालिसिस में AC क्यों महत्वपूर्ण है और हम AC का अध्ययन क्यों करना चाहते हैं तो आइए पहले हम साइनसोइड को समझें इस विशेष व्याख्यान में उन मूलभूत अवधारणाओं को समझने की कोशिश की जाएगी जो उन सर्किट का विश्लेषण करने के लिए आवश्यक हैं जो कुछ समय से जुड़े साइनसॉइडल वोल्टेज या करंट सोर्स के साथ जुड़े हुए हैं इस समय के साथ परिवर्तित साइनसोइडल का मतलब है कि एक साइनसॉइड द्वारा दिया गया एक्साइटेशन है अब सवाल यह होगा कि साइनसॉइड क्या है साइनसॉइड एक सिगनल है जो साइन या कोसाइन फंक्शन में होता है अब साइनसोइडल करंट को आमतौर पर अल्टेरनेटिंग करंट के रूप में जाना जाता है जब भी आप कहते हैं कि यह अल्टेरनेटिंग करंट है इसका मतलब है कि आप साइनसोइडल करंट के बारे में बात कर रहे हैं जो अनिवार्य रूप से साइन या कोसाइन फ़ंक्शन के रूप में होगा इस तरह का करंट हर नियमित समय अंतराल पर उलटा होता है इसका मतलब है कि यह बारी बारी से सकारात्मक और नकारात्मक हो जाएगा तो इन साइनसोइडल करंट या वोल्टेज सोर्स द्वारा संचालित सर्किट को एसी सर्किट कहा जाता है अब हम साइनसोइड्स में क्यों रुचि रखते हैं सबसे पहले लक्षण साइनोसॉइडल है यह बारी बारी से सकारात्मक और नकारात्मक जा रहा है साइनसॉइडल सिग्नल उत्पन्न करना और संचारित करना बहुत आसान है और अभी दुनिया भर में लगभग सभी वोल्टेज जो उत्पन्न होता है AC है और इसे विभिन्न ग्राहकों को आपूर्ति की जा रही है जो आवासीय औद्योगिक या वाणिज्यिक हो सकते हैं इसलिए चूंकि AC बहुत मशहुर है और दुनिया भर में इसका अत्यधिक उपयोग किया जाता है इसलिए हमें एसी सर्किट को समझने की जरूरत है जो एसी करंट या वोल्टेज सोर्स से जुड़े होते हैं अब एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि फूरियर एनालिसिस का उपयोग करके हम किसी भी व्यावहारिक आवर्ती सिग्नल को साइनसोइड्स के योग में बदल सकते हैं और ये साइनसोइड गणितीय रूप से संभालना बहुत आसान है क्योंकि sin का डेरीवेटिव cos है cos का डेरीवेटिव sin है तो इसका मतलब है कि डेरीवेटिव और इंटीग्रल खुद साइनसोइड होंगे इसलिए हमारे सर्किट एनालिसिस के लिए साइनसोइड्स बहुत महत्वपूर्ण हैं अब हम एक साइनसॉइड पर विचार करते हैं और यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि साइनसोइड्स के विभिन्न घटक क्या हैं So how do we represent the sinusoid we represent sinusoid like 𝑣𝑡𝑉𝑚sin𝜔𝑡 तो हम साइनसॉइड को कैसे दिखाते करते हैं हम साइनसॉइड को दिखाते हैं जैसे 𝑣𝑡𝜔𝑡sin𝜔𝑡 अब t समय में परिवर्तन है Vm सिग्नल का आयाम है और फिर आपके पास एक और घटक sin𝜔𝑡 है जो हमें बताता है कि यह विशेष सिग्नल पॉजिटिव से नेगेटिव में बदल रहा है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है तो अब अगर आप देखते हैं स्लाइड में दो चित्र दिए गए हैं पहले चित्र में सिग्नल में परिवर्तन 𝜔𝑡 के सापेक्ष में है अब यहाँ 𝜔 क्या है 𝜔 को एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहा जाता है जिसे रेडियन प्रति सेकंड में मापा जाता है अब हम इस चित्र में क्या कर रहे हैं हम कोण के संबंध में वोल्टेज सिग्नल के आयाम का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि यह 𝜔𝑡 है यह कोण के अलावा कुछ भी नहीं है दूसरे चित्र में हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं हम समय के सापेक्ष वोल्टेज का आयाम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए यदि आप दोनों चित्र को देखते हैं तो वे बारी बारी से से सकारात्मक और नकारात्मक हो रहे हैं इसलिए यहाँ आप देखते हैं कि सिग्नल पॉजिटिव है और यहाँ यह नेगेटिव है और 2𝜋 के कोण के बाद फिर से दोहरा रहा है इसी तरह यदि आप समय में परिवर्तन देखते हैं तो आप देखेंगे कि समय T के बाद सिग्नल फिर से दोहरा रहा है तो T क्या है T को साइनसॉइड की टाइम पीरियड कहा जाता है और हर टाइम पीरियड के बाद साइनसॉइड खुद को दोहरा रहा है तो हम इन दो चित्रों से क्या प्राप्त कर सकते हैं यदि आप दोनों चित्रों की तुलना करते हैं तो हम देखते हैं कि 𝜔𝑇2𝜋 the तो हम क्या कह सकते हैं हम 𝜔𝑇 2𝜋 कह सकते हैं और यह दिखाया जा सकता है कि टाइम पीरियड 𝜋 2𝜔 𝜔𝑇 आप यह कैसे कह सकते हैं कि यह हर टाइम पीरियड के बाद कैपिटल T को दोहरा रहा है हमें पता लगाने की कोशिश करें यदि हमारा मूल सिग्नल 𝑣 𝑡 है तो 𝑣𝑡𝑇 है 𝑣𝑡𝑇𝑉𝑚sin𝜔𝑡𝑇 𝑉𝑚𝑠𝑖𝑛𝜔𝑡2𝜋𝜔 तो अब आउटपुट 𝑉𝑚sin𝜔𝑡2𝜋 है क्योंकि यदि आप 𝜔 को पहले पद के अंदर लेते हैं तो 𝜔𝑡 और दूसरा पद 2𝜋 हो जाते हैं अब sin𝜔𝑡2𝜋 का मूल्य क्या है यह फिर 𝜔𝑡 हो जाता है तो आखिर हमें क्या मिलता है हमें 𝑉𝑚sin𝜔𝑡𝑣𝑡 मिलता है इस तरह हम कह सकते हैं कि यदि हम फ़ंक्शन में T जोड़ते हैं तो यह अंततः मूल सिग्नल बन जाएगा इसका मतलब है कि सिग्नल हर टाइम पीरियड के बाद दोहरा रहा है इसलिए हम कह सकते हैं कि सिग्नल का मूल्य 𝑡𝑇 पर समान है जैसा कि यह t पर करता है और यही कारण है कि यह आवधिक है तो सामान्य तौर पर हम कह सकते हैं कि यदि कोई फ़ंक्शन 𝑓𝑡𝑓𝑡𝑛𝑇 है जो कि किसी भी पूर्णांक मान से गुणा की गई टाइम पीरियड है तो सिग्नल आवधिक है अब जैसा कि हमने देखा है कि T कुछ भी नहीं है बल्कि टाइम पीरियड है और इसके उपयोग से हम कह सकते हैं कि फ़ंक्शन आवधिक फ़ंक्शन है अब हम एक और मात्रा का पता लगाने की कोशिश करते हैं जिसे साइक्लिक फ्रीक्वेंसी कहा जाता है सामान्य शब्दों में हम साइक्लिक फ्रीक्वेंसी नहीं कहते हैं हम बस फ्रीक्वेंसी कहते हैं तो फ्रीक्वेंसी f क्या है f कुछ नहीं बल्कि 1 f का मान है जो कि टाइम पीरियड है अब यदि आप इस मान को पिछले समीकरण में रखते हैं जो हमने प्राप्त किया है कि 𝑇2𝜋𝜔 है तो हमें क्या मिलेगा हमें 𝜔 2𝜋𝑓 मिलता है तो यह मूल रूप से एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बीच संबंध है जिसे रेडियन प्रति सेकंड में मापा जाता है और साइक्लिक फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में मापा जाता है साहित्य में एक और सामान्य शब्द है ∅ जो 𝑣𝑡𝑉𝑚𝑠𝑖𝑛𝜔𝑡∅ देता है तो हम एक और शब्द जोड़ते हैं ∅ जो उस विशेष वेवफॉर्म के फेज के अलावा और कुछ नहीं है यदि आप चित्र देखते हैं और आप वोल्टेज 𝑣2𝑡 देखते हैं तो इसका वेवफॉर्म 0 से शुरू नहीं हो रहा है यह 0 से पहले कहीं से शुरू हो रहा है इसलिए यदि आप t बराबर 0 रखते हैं तो आपको कुछ 𝑉𝑚sin∅ मिलेगा इसका अर्थ है कि इस t के बराबर सिग्नल का मान 0 है इसलिए इसका t बराबर 0 पर कुछ सकारात्मक मान है तो इसका मतलब है कि यह 0 से पहले शुरू हो रहा है इसलिए अब यदि आप किसी अन्य सिग्नल से तुलना करते हैं जो 𝑣1𝑡 है तो 𝑣1𝑡 कुछ भी नहीं है यह हमारा मूल सिग्नल जिसे हमने पहले माना था कि 𝑣1𝑡 के 𝑉𝑚sin𝜔𝑡 बराबर है यदि हम दोनों का ग्राफ खींचते हैं तो यह 𝑣1𝑡 बन जाएगा जो 𝑉𝑚sin𝜔𝑡 के अलावा और कुछ नहीं है जो मूलबिंदु से शुरू होता है जबकि 𝑣2 𝑡 𝑉𝑚sin 𝜔𝑡 ∅ जो मूलबिंदु से पहले शुरू होता है तो हम कह सकते हैं कि कोण ∅ वोल्टेज 𝑣2𝑡 का कुछ प्रमुख घटक दे रहा है और इसे हमारा फेज एंगल कहा जाता है तो हम क्या कह सकते हैं 𝑣2𝑡 कोण ∅ से 𝑣1𝑡 से आगे हैं या हम कह सकते हैं 𝑣1𝑡 कोण ∅ से 𝑣2𝑡 से पीछे हैं अब अगर कोण ∅ के बराबर नहीं है तो इसका मतलब है कि वोल्टेज v1 और v2 फेज से बाहर हैं या अगर हम ∅ बराबर 0 बनाते हैं तो वोल्टेज v1 और वोल्टेज v2 दोनों वेवफॉर्म संयोग करेंगे और वे उसी समय अपने मैक्सिमा और मिनिमा पर पहुंचेंगे तो यह फेज अंतर यह परिभाषित करेगा कि दो वेवफॉर्म एक दूसरे के साथ फेज से बाहर कैसे हैं अब साइनसॉइड को या तो साइन या कोसाइन रूप में दर्शाया जा सकता है और इसे त्रिकोणमितीय पहचान का उपयोग करके एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है तो विवरण में जाने से पहले आइए कुछ त्रिकोणमिती देखते हैं जिनका उपयोग आप साइनसोइड्स के साथ साथ फेज़र पर काम करते समय करते रहेंगे तो हमें पहले वाला पहले वाला क्या है पहले sin A plus B है इसलिए हम sin𝐴𝐵 पर विचार करेंगे अब sin𝐴𝐵 के बजाय यदि आपसे sin𝐴 − 𝐵 निकलने के लिए कहा जाये तो आपको क्या करना है आपको प्लस को माइनस से बदलना होगा

अब cos𝐴𝐵 के लिए आपके पास cos𝐴𝑐𝑜𝑠𝐵 − 𝑠𝑖𝑛𝐴 𝑠𝑖𝑛 𝐵 है इसके विपरीत यदि आपको cos𝐴−𝐵 का मान ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो आपके पास cos𝐴𝑐𝑜𝑠𝐵 𝑠𝑖𝑛𝐴 𝑠𝑖𝑛 𝐵 है अब इनका उपयोग करके आप कुछ मूल्यों का पता लगा सकते हैं जो हमारे साइनसॉइड के साथ साथ फेज़र गणना में महत्वपूर्ण हैं ये मूल्य क्या हैं एक sin omega t plus 180 degree है sin𝜔𝑡180 का मूल्य क्या है जो −sin𝜔𝑡 के बराबर है इसी तरह यदि आपसे sin𝜔𝑡−180 के मूल्य का पता लगाने के लिए कहा जाता है तब भी आउटपुट समान रहेगा वह −sin𝜔𝑡 है अब cos𝜔𝑡180 क्या है वह फिर से −cos𝜔𝑡 है इसलिए यहां भी अगर आपको cos𝜔𝑡−180 का पता लगाने के लिए कहा जाए तो फिर से आउटपुट वही रहेगा यानी −cos𝜔𝑡 इसी तरह यदि आपसे sin𝜔𝑡90 का मूल्य पता करने के लिए कहा जाता है तो आउटपुट क्या होगा यह cos𝜔𝑡 होगा अब प्लस के बजाय अगर हम कहते हैं कि sin𝜔𝑡−90 के मूल्य का पता लगाएं अब यह −cos𝜔𝑡 हो जाएगा ठीक है तो अगर यह माइनस है तो आपका आउटपुट −cos𝜔𝑡 होगा अब cos𝜔𝑡90 के लिए यह −sin𝜔𝑡 हो जाएगा इसी तरह cos𝜔𝑡−90 हो जाएगा तो आप क्या कर सकते हैं आप इस विशेष सूत्र में मान डालकर इन मूल्यों को सत्यापित कर सकते हैं तो आप क्या कर सकते हैं आप 𝜔𝑡 लगा सकते हैं आप A को 𝜔𝑡 और B को 180 डिग्री या 90 डिग्री के साथ बदल सकते हैं जो भी मामला होगा और आप इन एक्सप्रेशन का पता लगाएंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि जब आप साइनसोइड्स के मूल्य का पता लगाने की कोशिश करेंगे तो आप इनका उपयोग करते रहेंगे जैसे कि आप साइनसोइड्स को sin से कोसाइन में बदलना चाहते हैं या यदि आप फेज़र के मूल्य का पता लगाना चाहते हैं जिसकी हम आगे की स्लाइड्स चर्चा करेंगे अब हम कुछ उदाहरण लेते हैं ताकि आप साइनसॉइड की अवधारणा को बेहतर ढंग से समझ सकें आइए हम एक ऐसे साइनसॉइड का उदाहरण लेते हैं जो 𝑡12cos50𝑡10° है अब आप इसकी तुलना 𝑉𝑚cos𝜔𝑡∅ से आसानी से कर सकते हैं इसलिए जब आप दो एक्सप्रेशन की तुलना करेंगे तो आपको पता चलेगा कि Vm 12 वोल्ट के अलावा और कुछ नहीं है क्योंकि V को वोल्ट में मापा जाता है अब फेज कोण क्या होगा फेज कोण 10 डिग्री सकारात्मक होगा अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो 𝜔 है आपको 50 रेडियन प्रति सेकंड मिलेगी तो टाइम पीरियड 2πω होगा जो कि 01257 सेकंड हो जायेगा और फ्रीक्वेंसी उस टाइम पीरियड के विपरीत होगी जो आपको 7958 हर्ट्ज मिलेगी अब यदि आपको दो वोल्टेज सिग्नल के बीच फेज कोण की गणना करने के लिए कहा जाता है जो 𝑣1−10cos50𝑡50 और 𝑣212sin50𝑡−10 है अब इन दोनों की तुलना करने के लिए दोनों को या तो sin करना होगा या cosine होगा तो हम क्या कर रहे हैं हम sin को कोसाइन में परिवर्तित करके फेज कोण का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं और हमें कुछ ट्रोनोमेट्रिक ऑपरेशन की मदद से ऋणात्मक चिन्ह को धनात्मक चिह्न में बदलना है जिसे हमने पिछली स्लाइड में देखा था तो हम कह सकते हैं 𝑣1−10cos50𝑡50 को 10cos50𝑡50−180 के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है क्योंकि cos𝜔𝑡−180 −cos𝜔𝑡 और साथ ही cos𝜔𝑡180 −cos𝜔𝑡 बन जाएगा तो इस मामले में दो संभावित विकल्प हैं एक 𝑣1 10cos50𝑡50−180 के साथ साथ 10cos50𝑡50180 के बराबर है क्योंकि चाहे वह प्लस हो या माइनस हो आपका आउटपुट उस कोण के माइनस cos होगा इसलिए हम दोनों मामलों को ले रहे हैं और हम उचित ठहराएंगे कि दोनों ही मामलों में हमें एक ही आउटपुट मिलेगा अब 𝑣2 12sin50𝑡−10 है जिसका अर्थ है 12cos50𝑡−10−90 हम cos के संदर्भ में sin𝜔𝑡 के मूल्य का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए हम क्या कह सकते हैं sin𝜔𝑡 कुछ भी नहीं बल्कि cos𝜔𝑡−90 है सही है यह हमने पिछली स्लाइड में देखा अब यदि आप इस मान का उपयोग करते हैं तो यह विशेष एक्सप्रेशन 12cos50𝑡−10−90 हो जायेगा तो इस तरह आप दूसरे वोल्टेज सिग्नल को साइन से कोसाइन में परिवर्तित कर रहे हैं इसलिए 𝑣1 हमें मिला है 10cos50𝑡−130 है क्योंकि मूल्य 50 180 था इसलिए यह अंत में 130 होगा यह 230 भी हो सकता है तो ये दो सिग्नल हैं जिनकी हमने गणना की है अब 𝑣2 को आप केवल 12cos50𝑡−100 लिख सकते हैं क्योंकि यह 10 90 है इसलिए यह 100 बन जाएगा आप इस मान को 130 30 में बदल सकते हैं ताकि आप दोनों की तुलना आसानी से कर सकें इसी तरह आप 50t 100 को 50t 100360 के रूप में भी लिख सकते हैं 360 डिग्री और कुछ नहीं बल्कि 2𝜋 है एक आवधिक सिग्नल होने के नाते आपको अंततः एक ही सिग्नल मिलेगा इसलिए हम उस विशेष स्थापना को ध्यान में रख रहे हैं और हम 360 डिग्री जोड़ रहे हैं और अंत में हमें 12cos50𝑡260 प्राप्त होता हैं तो अब अगर आप इन दोनों की तुलना करते हैं तो आपको पता चलेगा कि 𝑣2 𝑣1 से 30 डिग्री से लीड कर रहा है तो 𝑣2 का कोण माइनस 𝑣1 का कोण 30 डिग्री होगा इसी तरह इन दो मामलों के लिए यदि आप दोनों की तुलना करते हैं तो आपको पता चलेगा कि 𝑣2 का कोण माइनस 𝑣1 का कोण 30 डिग्री के बराबर है तो क्या यह प्लस 180 डिग्री या माइनस 180 डिग्री था 𝑣1 के मामले में हमें वही जवाब मिला cos को sin में परिवर्तित करके उनकी मदद से निकाला जा सकता है और वोल्टेज 𝑣2 के साथ तुलना की जा सकती है इसलिए यह एक ऐसी चीज है जिसे आप अभ्यास के रूप में कर सकते हैं अब हमें फेज़र नामक एक और अवधारणा पर आते हैं क्योंकि साइनसोइड्स को आसानी से फेज़र के रूप में व्यक्त किया जाता है जो sin और cosine फंक्शन की तुलना में काम करने के लिए अधिक सुविधाजनक हैं तो हम फेज़र कैसे परिभाषित करेंगे फेज़र एक कॉम्प्लेक्स संख्या है जो साइनसोइड के आयाम और फेज को बताती है इसलिए यदि आपको उस कॉम्प्लेक्स संख्या को परिभाषित करने के लिए कहा जाए जो आप लिखेंगे आप कॉम्प्लेक्स संख्या 𝑧𝑥𝑗𝑦 लिखेंगे तो j वह ऑपरेटर है जिसका मान √−1 है जो कहता है कि जब यह एक विशेष मूल्य से जुड़ा होता है तो यह विशेष मूल्य काल्पनिक हो जाएगा तो यह मूल रूप से कॉम्प्लेक्स संख्या z का आयताकार रूप है एक ही z को पोलर कोर्डिनेट या एक्सपोनेंशियल रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है अर्थात z को केवल 𝑟∠∅ के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जो कि 𝑟𝑒𝑗∅ के अलावा कुछ भी नहीं है अब जो 𝑒𝑗∅ है जिसे यूलर फॉर्मुलेशन कहा जाता है 𝑒𝑗∅cos∅𝑗sin∅ यह यूलर फॉर्मुलेशन फेज़र परिभाषा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए हम इसे अपने विभिन्न फेज गणनाओं में सबसे बार बार उपयोग करेंगे

इसलिए यदि आप विघटित करते हैं तो यह फिर से 𝑥𝑗𝑦 हो जाएगा जहां x कुछ नहीं है लेकिन 𝑟cos∅ और y 𝑟sin∅ के अलावा और कुछ नहीं है तो इस रूप में r को z का परिमाण माना जाता है और ∅ कॉम्प्लेक्स संख्या z का फेज है अब 𝑒𝑗∅cos∅𝑗sin∅ cos∅ को 𝑒𝑗∅ के वास्तविक शब्द के रूप में दर्शाया जा सकता है और sin∅ को 𝑒𝑗∅ के काल्पनिक शब्द के रूप में दर्शाया जा सकता है इसलिए प्रत्येक निरूपण आमतौर पर उपयोग की आसानी के अनुसार चुना जाता है या तो आप कॉम्प्लेक्स संख्या के रेक्टेंगुलर रूप या पोलर रूप का उपयोग करेंगे जो कि जटिल संख्या का एक्सपोनेंशियल रूप है अब यदि आप दो कॉम्प्लेक्स संख्याओं को जोड़ना या घटाना चाहते हैं तो रेक्टेंगुलर रूप में जाना बेहतर है या यदि आप गुणा करना चाहते हैं और पोलर रूप में जाना बेहतर है इसलिए फेज को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करना संभव है यदि आपको रेक्टेंगुलर रूप दिया जाता है अर्थात 𝑥𝑗𝑦 तो 𝑟√𝑥2𝑦2 और कॉम्प्लेक्स संख्या का फेज कोण ∅tan−1𝑦𝑥 होगा इसी प्रकार यदि आप पोलर को रेक्टेंगुलर में बदलना चाहते हैं तो 𝑥𝑟cos∅𝑦𝑟sin∅ अब आप फेज़र रूप में साइनसॉइड को कैसे दिखाएंगे क्योंकि यह सर्किट एनालिसिस में बहुत महत्वपूर्ण कार्य है cos ∅ 𝑒𝑗∅ के वास्तविक मान के अलावा और कुछ नहीं है sin∅ 𝑒𝑗∅ के काल्पनिक मान के बराबर है इसलिए हम उन्हें एक दिए गए साइनसॉइड के लिए उपयोग करेंगे जो 𝑡𝑉𝑚cos𝜔𝑡∅ है और उन्हें फेज़र रूप में परिवर्तित करेंगे तो क्या होगा यदि आप 𝑣𝑡𝑉𝑚cos𝜔𝑡∅ लिखते हैं आप जानते हैं कि cos∅ 𝑒𝑗∅ के वास्तविक मान के बराबर है हम उसी एक्सप्रेशन को 𝑅𝑒𝑉𝑚𝑒𝑗𝜔𝑡∅ के रूप में लिख सकते हैं तो यह 𝑅𝑒𝑉𝑚𝑒𝑗𝜔𝑡∅ बन जाएगा तो हम इस एक्सप्रेशन को 𝑅𝑒𝑽𝑒𝑗𝜔𝑡 के रूप में लिखते हैं 𝑽 क्या है 𝑽 𝑉𝑚𝑒𝑗∅𝑉𝑚∠∅ के सिवाय कुछ नहीं है तो यह और कुछ नहीं बल्कि साइनसॉइड का फेज़र है तो संक्षिप्त रूप में हम 𝑉𝑚∠∅ के रूप में लिखते हैं तो इस तरह से 𝑽 जिसे आप स्लाइड में देखते हैं साइनसोइड का फेज़र है जिसे आप फेज़र कह सकते हैं वह आपके साइनसॉइड के परिमाण और फेज का एक कॉम्प्लेक्स रूप है यहाँ देखने के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि यद्यपि 𝑒𝑗𝜔𝑡 एक महत्वपूर्ण शब्द है लेकिन हम स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख नहीं करते हैं क्योंकि फेज़र रूप में हम हमेशा इस विशेष पद को एक समय के साथ परिवर्तित घटक के रूप में देखते हैं इसलिए हम इस विशेष घटक को सरलता के लिए छोड़ देते हैं लेकिन जब आप हल निकालते हैं तो फेज़र नोटेशन को आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि यह पद हमेशा मौजूद रहेगा और फेज़र की फ्रीक्वेंसी 𝜔 होगी अब साइनसॉइड के अनुरूप फेज़र प्राप्त करने के लिए हम सबसे पहले साइनसॉइड को कोसाइन रूप में व्यक्त करते हैं तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है क्योंकि जब भी आप फेज़र तरीके से साइनसॉइड प्रस्तुत करना चाहते हैं तो इसे पहले कोसाइन रूप में परिवर्तित करना होगा कोसाइन रूप क्यों क्योंकि यह यूलर एक्सप्रेशन का वास्तविक भाग है यह सुनिश्चित करेगा कि साइनसॉइड को कॉम्प्लेक्स संख्या के वास्तविक भाग के रूप में लिखा जा सकता है जब समय कारक को हटा दिया जाता है जो कुछ भी बचा है वह उस साइनसॉइड के अनुरूप फेज़र है इसलिए संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि सिग्नल 𝑉𝑚cos𝜔𝑡∅ जो समय डोमेन में लिखा गया है 𝑉𝑚 और कोण ∅ के साथ फेज़र डोमेन में परिवर्तित किया जा सकता है तो बस आप 𝑽𝑉𝑚∠∅ को साइनसॉइड को फेज़र डोमेन में बदल सकते हैं अब यदि आप चित्र में दिखाते हैं तो यदि आप दो फेज़र को लेते हैं जैसे 𝑽𝑉𝑚∠∅और 𝑰𝐼𝑚∠−𝜃 तो आप चित्र में कैसे दिखाएंगे आप वास्तविक अक्ष काल्पनिक अक्ष आप 𝑽 को बनाते है V का वास्तविक अक्ष के संबंध में कोण ∅ और करंट 𝑰 का वास्तविक अक्ष के संबंध में कोण −𝜃 है तो यहाँ वोल्टेज 𝑽 फेजर लीडिंग है जबकि करंट 𝑽 लैगिंग है अब यदि आप समय के साथ देखते हैं तो दोनों स्थिर प्लेन के सापेक्ष घूमेंगे यह वास्तविक और काल्पनिक अक्ष प्लेन है क्योंकि हमने 𝑒𝑗𝜔𝑡 शब्द को छोड़ दिया है लेकिन अंततः दोनों फेज फ़्रेम में घूर्णन करेंगे और एंगुलर फ्रीक्वेंसी स्थिर रहेंगे वे हमेशा एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर रहते हैं लेकिन एक निरपेक्ष पद में घूमते हैं इसलिए सादगी के लिए हम फेज़र के लिए ओमेगा नहीं दर्शाते हैं क्योंकि ऐसा लगता है और हम बस एक फेज़र के रूप में वोल्टेज और करंट को दर्शाते हैं अब यदि आप दोनों डोमेन के लिए टाइम डोमेन और फेसर डोमेन की तुलना करते हैं तो 𝑉𝑚cos𝜔𝑡∅ को 𝑉𝑚∠∅ के रूप में लिखा जा सकता है 𝑉𝑚sin𝜔𝑡∅ 𝑉𝑚∠∅−90° 90 डिग्री क्यों आ रहा है क्योंकि यह sin की दृष्टि से है इसलिए आपको उन्हें cos शब्द में बदलना होगा और फिर आपको 𝑉𝑚∠∅−90° मिलेगा इसी तरह 𝐼𝑚cos𝜔𝑡𝜃 𝐼𝑚∠𝜃 होगा जबकि 𝐼𝑚sin𝜔𝑡𝜃 𝐼𝑚∠𝜃−90° होगा क्योंकि आपको sin को cosin में बदलने और फेज़र डोमेन में परिवर्तित होने से पहले करना होगा अब बंद करने से पहले दो उदाहरण लेते हैं यदि आपको साइनसॉइड 𝑖6cos50𝑡−10° को एक फेसर में बदलने के लिए कहा जाता है तो आप क्या करेंगे आप बस इसे स्टैण्डर्ड साइनसॉइड के साथ तुलना करेंगे फिर आपको पता चलेगा कि फेसर में केवल आयाम और फेज कोण के रूप में दर्शाते है तो इस मामले में क्या होगा आयाम 6 है फेज कोण minus 10 डिग्री है इसलिए हम दिए गए साइनसॉइड के फेसर के रूप में 6∠−10 एम्पीयर दर्शाएंगे अब यदि आपसे −4sin30𝑡40° के फेज फेसर मान का पता लगाने के लिए कहा जाता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है आपको इसे एक स्टैण्डर्ड कोसाइन में बदलना होगा तो वह 𝑉𝑚cos𝜔𝑡∅ है अब त्रिकोणमितीय पहचान का उपयोग करते हुए आप जानते हैं कि −sin∅cos∅90° आप यहाँ इस सूत्र का उपयोग करेंगे और आप इसे cosine शब्दों में बदल देंगे और फिर यह 4cos30𝑡40°90° हो जाएगा इसलिए अब आप फेज़र शब्दों में लिखेंगे फेज़र शब्दों में इस साइनसॉइड का मूल्य 4∠130 डिग्री वोल्ट है अब यदि आपको एक फेज़र को एक साइनसॉइड में बदलने के लिए कहा जाता है तो आप क्या करेंगे आपको पहले यह देखना होगा कि क्या आयताकार है क्योंकि यह आयताकार रूप में दिया गया है आप बस इसे यूलर फॉर्म या पोलर फॉर्म में बदल सकते हैं तो क्या होगा 𝐼𝑚 परिमाण √𝑥2𝑦2 होगा तो x y ये दो पद दिए गए हैं इसलिए 𝐼𝑚 5 हो जायेगा फिर कोण थीटा और कुछ नहीं बल्कि 𝑦𝑥 है तो यह tan−143 हो जाएगा जो 12687 ° आता है इसलिए आप बस फेज़र रूप में धारा 𝐼5∠12687° लिख सकते हैं अब फेज़र को साइनसॉइड में स्थानांतरित करना बहुत आसान है आपको बस इस मान को आयाम के स्थान पर और इसे फेज कोण के रूप में रखना है तो आखिरकार क्या होगा 𝑖5cos𝜔𝑡12687°A तो इसके साथ हम अपने आज के सत्र को बंद करते हैं